तो हमने पिछली कक्षा में जहाँ से हमने छोड़ा था BH लूप के साथ शुरू करते हैं इसलिए हम ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट देख रहे थे यदि आप याद कर सकते हैं हमने ट्रांसफार्मर के समतुल्य सर्किट समग्र समतुल्य सर्किट को खींचा था तथा हमने फेसर डायग्राम को भी चित्रित किया हमने कहा यह है यह है और यहां है जो हम लगा रहे हैं तो अब यह है यह है और फिर यह हमारा लोड है जिसे हम कह रहे हैं हम सबसे पहले इस समकक्ष सर्किट के सभी मापदंडों को निर्धारित करना चाहते थे जो वास्तव में दो परीक्षणों द्वारा किया जा सकता है हमने कहा कि वास्तव में ट्रांसफार्मर को लोड करना मुश्किल है क्योंकि हम बड़ी मात्रा में बिजली बर्बाद कर रहे हैं और हमारे लिए वास्तव में लोड का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा जो रेटेड करंट या रेटेड बिजली का सामना कर सके यही कारण है कि हम मापदंडों को निर्धारित करना चाहते हैं अगर रेटेड करंट के प्रवहन के बिना रेटेड वोल्टेज को लागू किया जा सके जैसी स्थितियों का निर्माण करना संभव है और दूसरी स्थिति में रेटेड करंट को लागू करने या पास करने जबकि रेटेड वोल्टेज का केवल एक हिस्सा लागू करना तो हम वास्तव में पूरी तरह से ट्रांसफार्मर को लोड नहीं कर रहे हैं न तो करंट से न ही वोल्टेज से यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए इस मामले में हमने शुरुआत में OC परीक्षण के बारे में बात की इसलिए OC परीक्षण में हमने जो कहा वह यह था कि हम एक वाटमीटर और एक एमीटर के माध्यम से ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने जा रहे हैं तो यह वास्तव में वोल्टेज को वाइंडिंग पर लागू कर रहा है जो कम वोल्टेज वाइंडिंग होगी हम इसे LV वाइंडिंग कहते हैं जबकि वाइंडिंग जो वास्तव में ओपन सर्किट है वह HV वाइंडिंग है तो अब हम यहां लागू होने वाले वोल्टेज को भी मापेंगे इसलिए हम इस वोल्टेज को V1 कहेंगे जो भी लागू किया गया है वह है इसलिए मुझे रीडिंग में जो मिलता है वह और शायद होगा बल्कि मैं यह निर्दिष्ट करने के लिए और का नाम देती हूँ तो यह नो लोड की स्थिति है इसलिए मैं इसे के रूप में दिखाने जा रही हूँ और इसमें है और निश्चित रूप से यहां लागू वोल्टेज रेटेड वोल्टेज है और मेरे लिए रेटेड वोल्टेज का पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है अगर मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग का चयन कर रही हूँ जिसे प्रेरित करना है यही कारण है कि मैं लॉजिस्टिक्स कारण के लिए कम वोल्टेज पक्ष पर वोल्टेज को लागू करके इस परीक्षण का संचालन करने की कोशिश कर रही हूँ तो यह वही है जो हम कर रहे हैं और फिर हमें मूल रूप से के बराबर मिला तो मुझे वास्तव में या नो लोड पावर फैक्टर मिलना चाहिए जिसमें से और फेसर डायग्राम से हमने पहले खींचा अगर यह है तो मैं वास्तव में इसे के रूप में और और इन दोनों को जोड़ने के बाद के रूप में प्राप्त करने जा रही हूँ इसलिए मैं देख रहा हूं और हम कह सकते हैं की और मैं उसी तरह या मैग्नेटाज़िंग करंट मिलेगी इसलिए मैं लिखने जा रही हूँ के बराबर है तो मुझे ऐसे पैरामीटर मिले हैं जो समानांतर मापदंडों के अनुरूप हैं जो कुछ भी मेरी और है वह यह है कि ये दोनों मेरे नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट के आधार पर निर्धारित किए गए हैं मैं ट्रांसफार्मर लोड नहीं कर रही हूँ मैंने ओपन सर्किट पर सेकेंडरी रखा है यही कारण है कि इसे नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट के रूप में जाना जाता है संयोग से एक ही सर्किट का उपयोग BH लूप के निर्धारण के लिए किया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा संशोधन के साथ इसलिए हम वास्तव मेंओपन सर्किट की परिस्थितियों में ट्रांसफार्मर को देख रहे हैं इसलिए मैं अभी भी ओपन सर्किट के तहत ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूं सेकेंडरी ओपन सर्किट पर है प्राइमरी को सामान्य मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ लगाया जाता है क्योंकि यह हमारा ओपन सर्किट है मुझे प्राइमरी वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में छोटा रेजिस्टेंस लगाना चाहिए ताकि श्रेणी रेजिस्टेंस में गिरावट हो और जो भी हो सीरीज़ रेजिस्टेंस को कहेंगे तो को द्वारा गुणा किया जाता है जो भी मैग्नेटाज़िंग करंट या नो लोड करंट है वही सीरीज रेजिस्टेंस में गिरावट होगी इसलिए अगर मैं इसे कह सकता हूं तो मैं इस गिरावट को के रूप में देखूंगा जो कि गिरावट होने जा रहा है इसलिए जो मुझे मिलता है वह वोल्टेज है वोल्टेज वास्तव में मुझे सीरीज रेजिस्टेंस तथा नो लोड करंट के गुणा का मान दे रहा है और यह सीरीज रेजिस्टेंस मुझे ज्ञात है हम कहते हैं कि मैं एक मल्टीमीटर या जो कुछ भी मान को सकती हूँ उसकी मदद से इसे मापने में सक्षम हूं इसलिए मैं कह सकती हूँ कि एक सीरीज रेजिस्टेंस है गिरावट है अब यह प्राइमरी तरफ से जुड़ा हुआ है और माध्यमिक तरफ मैं फ्लक्स का माप प्राप्त करना चाहूंगी यदि मैं कर सकती हूँ क्योंकि अगर मुझे फ्लक्स मिलता है और अगर मुझे मैग्नेटाज़िंग करंट या नो लोड करंट मिलता है तो मैं करंट मुख्य नुकसान घटक की उपेक्षा करना चाहूंगी मैं यह मान रहा हूं कि प्रवाहित होने वाली संपूर्ण करंट लगभग मैग्नेटाज़िंग विद्युत करंट है क्योंकि मैं करंट के उन दो घटकों को अलग नहीं कर पाऊँगी जिन्हें आप भौतिक या प्रायोगिक रूप से जानते हैं इसे सैद्धांतिक रूप से कर सकती हूं लेकिन मैं इसे वास्तव में भौतिक या प्रयोगात्मक रूप से नहीं कर सकती इसलिए जो नो लोड करंट है ट्रांसफार्मर से गुजर रहा है वही सन्निकट मैग्नेटाइजिंग करंट है अब यह वोल्टेज ड्रॉप मुझे बताएगा कि वास्तव में मैग्नेटाइजिंग करंट का वर्तमान मात्रा क्या है तो यह स्पष्ट रूप से V vs H के प्लॉटिंग के X अक्ष पर जाएगा अगर मैं प्लॉट करना चाहती हूँ तो मैं इसे X अक्ष या CRO की X प्लेट को दे दूंगी यदि आप याद करते हैं तो हम यही कर रहे थे यह CRO की X प्लेटों पर जाएगा तो मैं XY प्रणाली में CRO डालूंगी अब मैं जो चाहती हूं वह फ्लक्स है फ्लक्स को Y प्लेट पर जाना है इसलिए वास्तव में फ्लक्स को सीधे मान देने के बजाय मैं सामान्य रूप से कह सकती हूँ वोल्टेज है यह हम जानते हैं इसलिए मैं अप्रत्यक्ष रूप से कह सकती हूँ कि अगर मुझे फ्लक्स चाहिए तो मुझे वोल्टेज को एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए यदि मैं वोल्टेज को एकीकृत करती हूँ तो मुझे वास्तव में जो भी फ्लक्स है को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए वोल्टेज को एकीकृत करने के बजाय मैं सबसे पहले एक रेजिस्टेंस को जोड़ने और यहां एक कपैसिटर लगाने जा रही हूँ अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होने वाला है अब वर्तमान वोल्टेज है मुझे कहना है कि यह है मैं प्राइमरी साइड पर कुछ वोल्टेज लागू कर रहा हूं को सेकेंडरी पक्ष पर प्रेरित किया गया है और यह बिना किसी लोड के है इसलिए शायद ही कोई गिरावट है पूरा वोल्टेज आ रहा है इस रेजिस्टेंस का मान बड़ा होने वाला है इसे मैं कहूँगी इस रेजिस्टेंस का मान बड़ा होने वाला है मेरे बड़े फिर से बड़े और छोटे सापेक्ष से क्या मतलब है अगर मैं कहूं कि यह ट्रांसफार्मर से V है तो जो कुछ भी हमने पहले इस्तेमाल किया था मैं इसे फिर से उपयोग कर रही हूँ 55 Ω मेरा सामान्य सेकेंडरी रेजिस्टेंस है अगर मैं चाहती हूँ कि सेकेंडरी करंट रेटेड मान पर हो लेकिन 55 Ω के बजाय अगर मैं 200 Ω या 300 Ω का उपयोग करती हूँ तो मैं कहूँगी कि यह नाममात्र रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत अधिक रेजिस्टेंस है इसलिए मैं एक रेजिस्टेंस को देखने जा रही हूँ जो कि नाममात्र या रेटेड रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत अधिक है जो मैं जोड़ सकती हूँ जैसे कि ट्रांसफार्मर के माध्यम से रेटेड करंट प्रवाह तो ट्रांसफार्मर के नाममात्र रेटेड रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत अधिक होने जा रहा है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस का नहीं मैं लोड रेजिस्टेंस के रूप में सामान्य रूप से जोड़ने वाले रेजिस्टेंस के बार में बात कर रही हूँ जिसे मैं जोड़ूँगी इसलिए 55 Ω के बजाय मैं 200 300 Ω को जोड़ने का काम कर सकती हूँ जो की बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है अब मेरे पास एक कपैसिटर है इसलिए यदि मैं यह देखने की कोशिश करती हूँ कि यहां प्रवाहित होने वाली करंट क्या है इसे कुछ कह सकते हैं क्योंकि यह अभी भी नो लोड स्थिति है अगर मैंने 55 Ω कनेक्ट किया था तो मुझे शायद मिल गया होगा अब मैं 300 Ω कनेक्ट कर रहा हूं तो वर्तमान में वस्तुतः नगण्य हो जाएगा इसलिए मैं इसे कह रहा हूं क्योंकि यह लगभग 0 लोड पर है अगर मैं ऐसा कपैसिटर चुनता हूं कि से बहुत अधिक है मैं निश्चित रूप से धारिता चुन सकती हूँ यह है इसलिए अगर मैं समग्र इम्पीडेन्स को देखने की कोशिश करती हूँ तो यह है यदि वास्तव में छोटा है तो आप कह सकते हैं के लगभग बराबर ही है इसलिए मैं कपैसिटर इस तरह चुनने जा रही हूँ कि यहइम्पीडेन्स के लगभग बराबर है इसलिए मैं इसे कहने जा रही हूँ इसलिए मुझे यह कहना चाहिए कि का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि से बहुत अधिक हो इसलिए जिसके कारण मैं कह सकती हूँ कि करंट मुख्य रूप से केवल पर निर्भर है और कुछ नहीं इसलिए मैं इसे यहाँ स्थानापन्न कर सकती हूँ अगर मैं यह देखने की कोशिश करूँ कि जो करंट यहाँ बह रही है कृपया CRO टर्मिनल्स को याद करें जो मेरे पास वोल्टमीटर के टर्मिनलों की तरह है इसलिए जाहिर है कि करंट के CRO में जाने की कोई संभावना नहीं है तो यहाँ बहने वाली पूरे करंट को केवल कपैसिटर से बहना है तो मुझे करंट प्राप्त होती है इसलिए कपैसिटर के माध्यम से करंट का मान भी होगा लेकिन कपैसिटर में वोल्टेज होगा इस तरह कपैसिटर के पार वोल्टेज का मान होगा तो हम एक कपैसिटर के माध्यम से करंट को पारित करके अप्रत्यक्ष रूप से वोल्टेज को एकीकृत कर रहे हैं इसलिए मुझे कपैसिटर वोल्टेज के रूप में जो मिल रहा है जिसे मैं CRO के Y अक्ष में प्लाट कर रही हूँ फ्लक्स का एक माप है निश्चित रूप से इसमें कुछ गुणन कारक है जैसे मेरे पास निश्चित रूप से गुणन कारक है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन यह प्रवाह का एक उपाय है तो वास्तव में मैं Y प्लेट के पार क्या करने जा रही हूँ इसलिए यह CRO की वाई प्लेट के पार जाने वाला है यह टर्मिनल Y प्लेट से जुड़ा होगा जो CRO की वाई प्लेट पर जाएगा इसलिए मुझे CRO की Y प्लेट में जो मिल रहा है मैं उसे लिख सकती हूं क्योंकि CRO की Y प्लेट मूल रूप से मिलती है जो वास्तव में के बराबर है चूंकि तो जाहिर है अगर मैं केवल वोल्टेज को देख रही हूँ तो यह है इसलिए मुझे फ्लक्स का एक माप मिल रहा है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि यह प्रति इकाई क्षेत्र में बिल्कुल सही फ्लक्स है जो भी इकाई फेरे है मैं यह बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मैं मूल रूप से कह रही हूँ कि मुझे फ्लक्स का माप मिल रहा है जितना सरल है उतना ही है इसलिए हम BH लूप प्रयोग में क्या करते हैं इसे X प्लेट में भेजना है और इसे Y प्लेट पर भेजना है तो यह Y प्लेट पर जाता है और यह X प्लेट में जाता है इसलिए एक्स प्लेट में मुझे जो मिल रहा है वह वास्तव में H नहीं है और एम्पीयर में भी नहीं है बल्कि यहऔर सीरीज रेजिस्टेंस का गुणनफल है है कि जो भी सीरीज रेजिस्टेंस मुझे मिला है यही कारण है कि अगर मैं वास्तव में एम्पीयर में चाहती हूँ जो भी मैग्नेटाज़िंग करंट है मुझे इसे से विभाजित करना होगा मैंने मापा है इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए जो मुझे मिल रहा है वह सीधे एम्पीयर में नहीं है मैं को से गुणा कर रही हूँ जो वोल्टस मैं मिल रहा है तो अंततः मुझे हिस्टैरिसीस हानि पाने के लिए सब कुछ स्केल करना होगा तो यह अनिवार्य रूप से BH लूप के पीछे सिद्धांत है लेकिन मुझे आशा है कि आप प्रयोग के पीछे के सिद्धांत को समझेंगे इस प्रयोग में सावधानी का एक शब्द जब मैं इसे H प्लेट से जोड़ती हूं और इसे Y प्लेट से जोड़ती हूं तो कृपया समझें कि CRO X प्लेट में होगा दो टर्मिनल होंगेY प्लेट में भी दो टर्मिनल होंगे इसलिए उनमें से एक को ग्राउंड किया जाएगा और दूसरे टर्मिनल को सिग्नल या इसके विपरीत दिया जाएगा हमें नहीं पता यह सभी AC है इसलिए मुझे यह भी नहीं पता है कि मैं इस टर्मिनल या इस टर्मिनल को ग्राउंड करने जा रही हूँ या नहीं इसलिए अगर मैं संयोग से इस टर्मिनल को उदाहरण के लिए ग्राउंड पर रखती हूँ जबकि ट्रांसफार्मर का यह टर्मिनल संभवत ग्राउंड है यह शॉर्ट सर्किट जितना अच्छा है कि विशेष रूप से आप स्वयं कनेक्शन जानते हैं प्राइमरी शॉर्ट सर्किट है इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो यही कारण है कि CRO ग्राउंड वैसे भी प्रयोगशाला के मुख्य ग्राउंड में एकत्रित है मैं इसकी मदद नहीं कर सकती यह पहले से ही किया गया है मैं कुछ भी नहीं कर सकती यही कारण है कि हम यहां एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं इस बिंदु पर एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होगा पृथक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक 1 1 ट्रांसफॉर्मर होगा इसलिए मेरे पास इस तरह के इनपुट पक्ष में एक पृथक ट्रांसफार्मर होगा और मैं इसे आपूर्ति से जोड़ने जा रही हूँ इसलिए मुझे पता है कि शायद यह पक्ष ग्राउंड है यह महत्वपूर्ण नहीं है यहां से मैं इसे से जोड़ूँगी और फिर मैं इसे इस ट्रांसफार्मर से जोड़ूँगी तो यह परीक्षण के तहत ट्रांसफार्मर है तो यह ट्रांसफार्मर परीक्षण के तहत ट्रांसफार्मर होगा जबकि यह ट्रांसफार्मर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होगा इसलिए अब परीक्षण के तहत सभी ट्रांसफार्मर और दूसरे पक्ष से जुड़े ट्रांसफार्मर के बाद वे एक साथ जुड़े नहीं हैं विद्युत के संदर्भ में वे एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे से अलग थलग होते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के बीच कोई संबंध नहीं होता है अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सभी ग्राउंड अलग हैं इसलिए मुझे यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तव में पूरे कनेक्शन के साथ कुछ गलत हो रहा है जो कि नहीं होगा तो आमतौर पर BH लूप प्रयोग बिना आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के कभी भी नहीं किया जाएगा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कुछ भी अनजाने में शॉर्ट सर्किट नहीं किया गया है बिना यह जाने कि कुछ ग्राउंड किसी और ग्राउंड से जुड़ी हुई है ऑटो ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ऑटो ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें केवल एक वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी पृथक नहीं हैं इसलिए अगर मेरे पास प्राइमरी के लिए एक ग्राउंड है तो यह सेकेंडरी के लिए भी ग्राउंड है मैं उनके बीच अंतर नहीं कर रही हूँ तो ऑटो ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो आइए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को देखने की कोशिश करते हैं इसलिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण में जैसा कि नाम से संकेत मिलता है मैं यहां ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट करने जा रही हूँ सामान्य रूप से इस मामले में कम वोल्टेज वाइंडिंग होना चुना जाता है इसलिए मैं उच्च वोल्टेज पक्ष से बिजली की आपूर्ति को लागू करने का प्रयास करुँगी जबकि यह LV उच्च वोल्टेजवाइंडिंग में स्पष्ट रूप से कम करंट होगा मैं रेटेड करंट 220 को 110 V द्वारा पारित करना चाहती हूँ हम 20 A को निम्न वोल्टेज की तरफ और 10 A को उच्च वोल्टेज की तरफ प्राप्त करते हैं अगर मैं उच्च वोल्टेज की तरफ को प्रेरित करती हूँ और अगर मुझे रेटेड करंट पास करना है तो इतनी चिंता नहीं करना है क्योंकि मुझे बहुत उच्च मान वाले स्रोत की तलाश नहीं करनी है मुझे उसकी तलाश नहीं करनी है जब मैं शॉर्ट सर्किट परीक्षण कर रहा होती हूँ तो मैं हमेशा उच्च वोल्टेज पक्ष को सक्रिय करने का प्रयास करुँगी लेकिन मुझे इस बात पर नजर रखनी होगी कि करंट का प्रवाह कितना है क्योंकि मैं रेटेड करंट मान जो भी है उससे अधिक नहीं करना चाहती इसलिए मुझे लगातार एमीटर पर नजर रखनी होगी तो आम तौर पर मैं इस मामले में भी सीरीज में एक एमीटर जोड़ूँगी और हां मैं शक्ति को मापना चाहूंगी इसलिए मैं एक वाटमीटर को भी स्पष्ट रूप से जोड़ूँगी देखें यदि मैं फिर से 22 kVA 220 वोल्ट से 110 V ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रही हूँ तो 220 वोल्ट के अनुरूप मेरे पास केवल 10 A रेटेड करंट के रूप में है जबकि इसके लिए मुझे 20 A स्रोत की तलाश करनी होगी अगर मैंवाइंडिंग के माध्यम से रेटेड करंट को धक्का देना चाहती हूँ मैं स्रोत को HV साइड से जोड़ रही हूँ इसलिए मेरे स्रोत को केवल 10 A में पंप करना है न कि 20 A इसलिए मैं हमेशा कम मात्रा में लागू होने वाले मान को देख रही हूँ चाहे वह मेरे स्रोत से चालू हो या वोल्टेज तो इस मामले में मैं वैसे भी रेटेड वोल्टेज लागू नहीं करने जा रही हूँ मैं केवल रेटेड करंट लागू करने जा रही हूँ यह केवल उच्च वोल्टेज पक्ष में मौजूद है इसलिए मैं उच्च वोल्टेज पक्ष को सक्रिय करने के लिए उपयोग कर रही हूँ अब हमारे पास और और निश्चित रूप से ट्रांसफार्मर के परिणामी सर्किट हैं तथा समानांतर मानो के बारे में भूल पर कोई बात नहीं अब यहां मैंने शॉर्ट सर्किट किया है यह शॉर्ट सर्किट है मैंने इस हिस्से को पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट कर दिया है जिसका अर्थ है कि इम्पीडेन्स है जो कि सीरीज पथ में करंट को सीमित कर रही है और अगर तुम देखो मैंने आपको बताया था कि वे बहुत छोटे होंगे क्योंकि मैं ट्रांसफार्मर के भीतर वास्तव में भारी मात्रा में वोल्टेज की कमी नहीं होने वाली है मैं ट्रांसफार्मर को अच्छी तरह से डिजाइन करना चाहती हूँ ताकि यह सभी वोल्टेज को दूर न करें जो मैं लागू कर रही हूँ इसलिए यह भी छोटा होने जा रहा है और शायद ही कोई रिसाव हो क्योंकि हवा का अंतर बहुत अधिक नहीं है इसलिए लीकेज रिअक्टैंस भी बहुत छोटी होने वाली है इसलिए कुल मिलाकर जो गिरावट यहां हो रही है मैं कहूँगी कि ड्रॉप आम तौर पर छोटा है जब तक कि मैं जानबूझकर एक खराब ट्रांसफार्मर डिजाइन नहीं करती हूँ जो आमतौर पर नहीं होता है इसलिए मैं देखूंगी कि रेटेड करंट पास करने के लिए अब मैं केवल रेटेड करंट पास करना चाहती हूँ यह है तो इस मामले में यह उदाहरण के लिए 10 A है इसलिए मेरे पास होगा यह वास्तव में जो भी वोल्टेज है जिसे मुझे शॉर्ट सर्किट पर लागू करना है शॉर्ट सर्किट स्थितियों के तहत अगर मैं केवल प्राइमरीवाइंडिंग के माध्यम से रेटेड करंट पास करना चाहती हूँ तो मैं इसे लगातार पढ़ रही हूं और मैं नहीं चाहती कि रेटेड मान से अधिक होइम्पीडेन्स इसलिए कि रेटेड करंट से गुणा किया जाना चाहिए प्राइमरी साइड से लागू वोल्टेज होना चाहिए ताकि यह केवल आपको पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के माध्यम से वर्तमान के रेटेड मान को लगाया गया है चाहे मैं प्राइमरी या सेकेंडरी को देखूं अगर मैं सीमित करती हूँ मान को मूल्यांकित करने के लिए वे दोनों ही मूल्यांकित मान तक सीमित रहेंगे इसलिए मैं शॉर्ट सर्किट परीक्षण के दौरान अनिवार्य रूप से वोल्टेज को लागू करने जा रही हूँ जो वोल्टेज के रेटेड मान से बहुत कम है इसलिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण के तहत जो भी वोल्टेज मैं लागू करती हूँ अप्रत्यक्ष रूप से यह मुझे संकेत देता है कि ट्रांसफार्मर केवाइंडिंग की आंतरिक बाधाएं क्या हैं यह मुझे क्या है और क्या है ज्ञात कराता है इसलिए यदि शॉर्ट सर्किट परीक्षण के दौरान लगाए गए वोल्टेज रेटेड मान का केवल 10 प्रतिशत है तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर कीवाइंडिंग के भीतर होने वाली वोल्टेज ड्रॉप रेटेड वोल्टेज का केवल 10 प्रतिशत है यदि यह 5 प्रतिशत है तो इसका मतलब है कि मेरे पास ट्रांसफार्मर के भीतर आंतरिक रूप सेइम्पीडेन्स की मात्रा भी कम है इसलिए वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है SC परीक्षण शून्य के दौरान ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप है और क्या SC परीक्षण के दौरान आयरन हानि नगण्य हैं यह 0 नहीं है यह बहुत छोटा है देखिए अगर मैं के बारे में बात कर करती हूँ तो मैंने मूल रूप से कहा था कि आम तौर पर इस तरह से लिया जाता है कि यह हिस्टैरिसीस और ऐडी की मौजूदा हानि को को संतुलित करता है और मुझे एक ट्रांसफॉर्मर में बहुत कम हिस्टैरिसीस और एडी करंट हानि ऐडी होने वाला है हिस्टैरिसीस से होने वाले हानि पर मेरा बहुत कंट्रोल नहीं है लेकिन एडि करंट लॉस मैं जितना संभव हो उतना कम हो रहा है अगर मैं ऐडी के मौजूदा हानि और हिस्टैरिसीस के हानि को काफी कम कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि वास्तव में छोटा होने जा रहा है यदि का मान है तो को बहुत अधिक होना चाहिए कृपया ध्यान दें कि का की तुलना में हानियों पर अधिक प्रभाव है क्योंकि पावर 1 जबकि पावर 2 इसलिए को मैं कम से कम करना चाहती हूँ यदि मैं को कम से कम करना चाहती हूँ तो को थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए तो एक ट्रांसफार्मर में सामान्य रूप से 1000 Ω होगा शायद अधिक इसलिए ट्रांसफार्मर का बेहतर डिजाइन का मान लगभग अनंत तक पहुंच जाएगा यह अनन्तता नहीं हैवाइंडिंग रेजिस्टेंस की तुलना में यह बहुत अधिक होगा तो यह कुछ हजारों वोल्ट होगा इसी तरह अनिवार्य रूप से इस बारे में भी बात कर रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच एक अननोन्य प्रेरण क्या है क्योंकि यह वह है जो सामान्य फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है जो प्राथमिक और सेकेंडरी के बीच मौजूद है इसलिए अगर मेरे पास ज्यादा एयर गैप नहीं है तो जाहिर तौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का कपलिंग बहुत ज्यादा बरकरार होना चाहिए इसलिए मैं इसे देख रही हूँ वास्तव में यह का मान इस बात का सूचकांक है कि कोर कितना पारगम्य है इसलिए यदि पाठ्यक्रम की पारगम्यता बहुत अच्छी है तो एक बहुत ही उच्च मान होगा तो का मान अधिक है तो का मान अधिक होगा मैं कहूँगी कि ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर के करीब और करीब हो रहा है तो आम तौर पर यह है और यह है जो वास्तव में मेरे लिए नो लोड करंट बनाते हैं और नो लोड करंट 5 प्रतिशत से कम है इसलिए मुझे वास्तव में यह ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है जब 10 A प्राइमरी घुमाव के माध्यम से बह रहा है तो यह 004 हो सकता है तो 04 या 03 मुझे इसे ध्यान में रखने के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है यही वजह है कि मैं इसकी उपेक्षा कर रही हूँ तो यह जो मैंने सामान्य रूप से लागू किया था वह एक ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से किया जाएगा इसलिए मैं यहां ऑटो ट्रांसफार्मर दिखाने जा रही हूँ और यह केवल ऑटो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में उपलब्ध कुल टर्न के कुछ ही हिस्से के संबंध में वोल्टेज को प्रभावित करने या लागू करने के द्वारा लागू किया जाता है तो यह वह जगह है जहां मैं 220 V या 230 V लागू करती हूँ इसलिए मैं शायद इस बिंदु पर लागू करने जा रही हूँ रेटेड वोल्टेज यहां लगाया जाता है जहां से एक वैरिएक या ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर से यह वेरिएबल जॉकी बिंदु होता है जो संभवत बहुत कम संख्या में घुमावों पर रखा जा सकता है इसलिए मैं जो करुँगी वह धीरे धीरे ट्रांसफार्मर की जॉकी स्थिति को बढ़ाकर या घुमाए गए वोल्टेज को बढ़ाएगा मुझे इसे घुमाना होगा और फिर यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं रेटेड वर्तमान से अधिक नहीं हूं इसलिए मैं वास्तव में इसे सीधे यहां लागू नहीं कर सकती इसलिए मुझे इसे यहां फिर से दिखाना चाहिए यह इस तरह के एक वैरिएक से जुड़ा होगा तो ग्राउंड बिंदु कृपया ध्यान दें वही है इसलिए वैरिएक अलग नहीं कर सकती यह परीक्षण के तहत ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और बिजली की आपूर्ति के बीच अलग नहीं कर सकता है यह अलग नहीं है यह वास्तव में उन दोनों के बीच एक ही ग्राउंड है इसलिए मुझे यहां बिजली की आपूर्ति को कनेक्ट करना होगा जहां 220 V जुड़ा हुआ है हम SC परीक्षण में पूर्ण वोल्टेज क्यों नहीं लागू कर सकते हैं क्या OC और SC टेस्ट के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है यदि आप केवल कम मात्रा में वोल्टेज लगा रहे हैं तो करंट कहां से आएगा आप कैसे जानते हैं कि यह रेटेड करंट है देखें कि आपके पास एक एमीटर जुड़ा हुआ है तो इस एमीटर आपको लगातार उस पर ईगल नजर रखनी होगी कि आपको जाँच करनी है जैसे कि अगर आप ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं आप रेटेड वोल्टेज लागू करते हैं नहीं वह BH लूप में है आपके पास सभी नो लोड परीक्षणों में एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर नहीं होगा बिल्कुल नहीं इसीलिए मैंने कहा कि मैंने परिवर्तन किया है मैं उसे पिछली स्लाइड पर वापस जाउंगी यह वास्तव में हमारा नो लोड टेस्ट यह वास्तव में BH लूप है मुझे लगता है कि यह नो लोड टेस्ट है तो यह ओपन सर्किट टेस्ट है जहां मैंने कोई आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर नहीं दिखाया है जो मैं दिखा सकती थी वह सीधे एक वैरिअक के माध्यम से लागू होता है और संभावित रूप में वैरिएक शीर्ष बिंदु से जुड़ा होगा कोई अलगाव नहीं ओपन सर्किट टेस्ट के लिए आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन अगर मैं BH लूप की प्लाट कर रही हूँ क्योंकि मैं बिजली के घटकों को सीधे CRO से जोड़ रहा हूं और CRO केवल इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के लिए है जो पावर के घटकों के लिए नहीं है मैं दोनों को मिला रही हूँ मैं बेहतर तरीके से सावधानी बरतती हूं आप उपयोग कर सकते हैं लेकिन आप इसे क्यों करना चाहेंगे क्योंकि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर महंगे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर कम खर्चीले हैं और आपको ग्राउंड को अलग करने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपको ग्राउंड को अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है आप आमतौर पर एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते हैं प्रयोगशाला में हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अगर मैं किसी उद्योग में जाने और इस तरह की नौकरी के लिए एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की मांग करती हूँ तो वे मुझे बाहर निकाल देंगे इसलिए मुझे यह देखना होगा कि आर्थिक रूप से क्या किया जाता है तो आइए अब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की गणना देखें तो मेरे पास हैं और मुझे केवल वास्तविक पावर की मात्रा देगा जो बहुत स्पष्ट रूप से होगी केवल दो रेजिस्टेंस हैं और केवल वे वास्तविक शक्ति व्यय कर सकते हैं इसलिए मुझे के रूप मेंमिलेगा और यहां से मुझे और का मान मिलेगा आम तौर पर और को अलग करना बहुत मुश्किल है और इसी तरह और को अलग करना बहुत मुश्किल हैअधिकांश बार हम इसे लेते हैं जैसा कि हमें कुल रेजिस्टेंस को 2 के द्वारा विभाजित करने पर मिलता है हम इसे के रूप में लेंगे जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए ठीक है यदि मैंने अपर्याप्त चरण पर प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को पहले से ही मापा था तो यह अलग है अन्यथा और इसी तरह तथा इसे अलग करना बहुत मुश्किल होगा मुझे केवल कुल मान मिलेगा इसलिए मैं इसे कह सकती हूँ मैं इसे कह सकती हूँ इसी तरह मैं कह सकती हूँ कि जिससे मुझे पता है कि क्या है एक बार मेरे पास है मैं सीधे और सेइम्पीडेन्स प्राप्त कर सकती हूँ यह एक श्रेणी सर्किट है जो ओपन सर्किट परीक्षण के विपरीत है ओपन सर्किट परीक्षण में यह एक समानांतर समतुल्य सर्किट था इसलिए हम विभाजित होने वाली करंट ओं को देखने की कोशिश कर रहे थे यहां वोल्टेज और के बीच विभाजित हो रहा है इसलिए मैं मूल रूप से इस मामले में कह सकती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि जिसे मैं Xe कह सकती हूँ तो मुझे अपने ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग्स का और मिला है जो बराबर सर्किट में सीरीज मापदंडों के लिए जिम्मेदार होगा एक बार जब मेरे पास ये होता है वह है और नो लोड लॉस मुझे अलग अलग लोड स्थितियों के तहत ट्रांसफार्मर के प्रदर्शन की सहायता करने में सक्षम होना चाहिए जो की मैं कल्पना करती हूँ कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैं ट्रांसफार्मर के मापदंडों को जानती हूँ अगर मुझे ट्रांसफार्मर को लोड करना है तो 220 को 110 22 kVA के ट्रांसफार्मर को मुझे कितनी बिजली बर्बाद करनी होगी क्योंकि मुझे इसे पहले 2200 W के लिए लोड करना चाहिए फिर मुझे इसे 1100 W 1000 W के लिए करना होगा और आगे और फिर मुझे यह देखना होगा कि मैं टर्मिनल पर वोल्टेज कैसे प्राप्त कर रही हूँ और किस तरह की दक्षता या वाटमीटर पढ़ रहा हूं जो मुझे मिल रहा है तो यह निश्चित रूप से नुकसान का एक बड़ा हिस्सा होगा जो वास्तव में मैं बाहरी रेजिस्टेंस में विलीन हो रहा था और कम से कम यह 22 kVA है मैं प्रबंधन कर सकता हूं अगर यह 400 MW है तो मेरे पास वास्तव में था इसलिए मैं एक उचित रेजिस्टेंस और इस तरह की चीजों की मदद से 400 MVA ट्रांसफार्मर लोड करने की उम्मीद नहीं कर सकती तो अब जब हमने इन दो परीक्षणों को देखा है तो अब हम ट्रांसफार्मर के दो प्रदर्शन मापदंडों को देखने की कोशिश करते हैं एक दक्षता है और अगला एक वोल्टेज विनियमन है इसलिए अगर मैं दक्षता को देख रही हूँ दक्षता को शक्ति वास्तविक शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए मुझे आउटपुट पावर को इनपुट पावर से विभाजित करना होगा यही दक्षता है आउटपुट पावर शायद मैं इसे एक इंडक्शन मोटर को दे रही हूँ मैं इसे एक रेजिस्टेंस क भार को दे रही हूँ मैं इसे संभवतः एक हीटिंग यूनिट को दे रही हूँ हो सकता है कि मैं इसे किसी भी उपकरण को दे रही हूँ मेरे पास शायद इससे मापने का कोई तरीका हो सकता है इसलिए मैं आउटपुट पावर को मापने में सक्षम हो सकता हूं या मैं कह सकती हूँ कि मुझे इस ट्रांसफार्मर से शायद 250 Wका आउटपुट पावर चाहिए तो किस मामले में इनपुट पर कितना लागू होना चाहिए मेरे पास एक अच्छा विचार होना चाहिए यही कारण है कि आम तौर पर एक ट्रांसफार्मर का पैरामीटर अनुमान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो आपको अप्रत्यक्ष आंतरिक रूप से बताता है कि ट्रांसफार्मर कितना निगलने वाले हैं और आउटपुट पर आपको कितना मिलेगा इसलिए यदि मुझे ट्रांसफार्मर से इतना अधिक बिजली उत्पादन चाहिए तो वास्तव में मुझे कितना आपूर्ति करना चाहिए यह एक बात है दूसरी बात यह है कि अगर मुझे पता है कि एक ट्रांसफॉर्मर के 250 W आउटपुट में से शायद यह 20 W को विघटित करने वाला है वाला है तो उस हद तक ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा इसलिए क्या मैं ट्रांसफार्मर के लिए पर्याप्त शीतलन प्रदान रही हूँ क्या ट्रांसफार्मर गर्म हो जाएगा क्योंकि इसके कारण आस पास के घटक भी गर्म हो जाएंगे और अंततः इसका परिणाम विफलता होगा उदाहरण के लिए आपके PC में आपके पास SMPS कि SMPS में हमेशा एक ट्रांसफार्मर होगा वह ट्रांसफार्मर संभवतः केवल 300 W शक्ति ले जा रहा है इससे अधिक कुछ नहीं लेकिन 300 W शक्ति से बाहर शायद यह 20 25 W को विघटित कर देगा और यह एक बहुत विवश स्थान है शायद ही कोई जगह उपलब्ध है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त शीतलन किया जा रहा है इसलिए अगर हवा की पर्याप्त शीतलन या संचलन उपलब्ध नहीं है तो मुझे एक छोटे पंखे को फिट करना पड़ सकता है वह अधिक मात्रा में बिजली का उपभोग करेगा वह अलग है लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी विफल न हो इसलिए हम कहेंगे कि इन दो दृष्टिकोणों से दक्षता का अनुमान अत्यंत महत्वपूर्ण है मुझे कितनी इनपुट पावर देनी है और कितनी कूलिंग है जो मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जो उपकरण मैं उपयोग कर रही हूँ उसके लिए उपलब्ध है इसलिए मैं इसे आउटपुट के रूप में कह सकता हूं यदि मैं मापने में सक्षम हूं आउटपुट पावर आउटपुट पावर और पावर लॉस के योग से से विभाजित होता है तो दो हानियाँ क्या हैं हानियाँ कॉपर हानि के अनुरूप होंगे जो वास्तव में है और कुछ नहीं तो मुझे यह लिखना होगा क्योंकि मैं और एक साथ डाल रही हूँ यह स्थिर नहीं हो सकता यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने सेकेंडरी पक्ष पर कितना रेजिस्टेंस दिया है अगर मैं 22 kVA ट्रांसफार्मर में 55 Ω को जोड़ती हूं तो यह 22 kVA की रेटेड शक्ति की आपूर्ति करेगा यदि मैं 10 Ω कनेक्ट करता हूं तो इसके अनुसार मेरे पास 20 A के बजाय केवल 11 A होगा इसलिए करंट एक वेरिएबल राशि है जो मेरे द्वारा लोड किए जाने पर निर्भर करता है तो इन कॉपर हानि को वेरिएबल हानि के रूप में भी जाना जाता है ये वेरिएबल हानि हैं वे स्थिर हानि नहीं हैं इसे वेरिएबल हानि के रूप में जाना जाता है दूसरे प्रकार का हानि आयरन हानि या स्थिर हानि है जिसे हमने पहले ही देखा था कि यह के अनुरूप है यदि मैं इसे समतुल्य सर्किट के संदर्भ में कहने का प्रयास करती हूँ तो मैं यह भी कह सकती हूँ कि यह हिस्टैरिसीस क्षति और एडी करंट हानि के योग के बराबर होगा या मैं यह भी कह सकती हूँ कि यह है जो मुझे नो लोड सर्किट के रूप में मिला आप जानते हैं जब मैंने नो लोड परीक्षण किया तो मुझे कुछ मिला मैंने रेटेड वोल्टेज को रेटेड आवृत्ति पर लागू किया इसलिए उम्मीद है कि फ्लक्स रेटेड मान पर है यदि फ्लक्स रेटेड मान पर है तो मुझे आयरन हानि के रूप में जो कुछ भी मिला है वह प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए तो यह वास्तव में लगातार हानि है इसलिए अगली कक्षा में हम वास्तविक दक्षता व्यंजक और परिवर्तनशील लोड स्थितियों को देखने की कोशिश करेंगे हम अधिकतम दक्षता के लिए शर्तों को प्राप्त करेंगे एक विशेष बिंदु जिसे मैं भूल गया था जिसका मुझे अगली कक्षा में उल्लेख करना है कि बिना भार परीक्षण के वाटमीटर रीडिंग केवल आयरन हानि का प्रतिनिधित्व क्यों करती है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वाटमीटर की रीडिंग का मान I वर्ग R के नुकसान कॉपर हानि का प्रतिनिधित्व क्यों करता है दूसरा रास्ता क्यों नहीं